मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में फिर से स्वागत है इस व्याख्यान में हम के बारे में बात करेंगे हम रणनीतिक रणनीति संबंधी मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात करेंगे So let us get on with it तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं कुछ स्रोत विशेष कर इस व्याख्यान के लिए मैंने कई शोध पत्रों का संदर्भ लिया है और इसका विवरण स्लाइड में दिया हुआ है मैंने गोमेज मेजिया बल्किन और कार्डी की पुस्तक का संदर्भ लिया है और स्कूलर और जैक्सन की पुस्तक माफ कीजिएगा यहां स्कूलर और जैक्सन द्वारा लिखी शोध पत्र है और मैंने इस पत्र का गिल्मोर और विलियम्स की पुस्तक के एक पत्र में भी संदर्भित किया है और और यहां मैंने सभी संसाधनों सभी स्रोत जिनको मैंने संदर्भित किया है सभी यहां पहले पट्टीका दी हुई है यह आपको मिल जाएगी रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन क्या है रणनीतिक रणनीति मानव संसाधन प्रबंधन की कई परिभाषाएं हैं अपना ध्यान केंद्रित करूंगी वह है नियोजित मानव संसाधन परिनियोजन का स्वरूपजो यहां अंत में है नियोजित मानव संसाधन परिनियोजन का स्वरूप और गतिविधियों का उद्देश्य संगठन को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है यह कुछ नहीं बल्कि संगठन का प्रबंधन है पहले बिंदु की व्याख्या है रणनीतिकरणनीति संबंधी मानव संसाधन प्रबंधन का संदर्भ संगठन के मानव संसाधन के उस रूप से है जो संगठन के रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करता है बहुत सरल है आप जानते हैं यह सारी परिभाषाएंसंपूर्ण विवरण में सम्मिलित है लेकिन सरल तरीके बता रही हूँ रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन संगठन के रणनीतिक लक्ष्यों को उसके मानव संसाधन को उपयुक्त तरीके से व्यवस्थित कर प्राप्त करने से निपटता है तो हम लोगों को कैसे प्राप्त करते हैं वह करने के लिए जो उन्हें करने की आवश्यकता है जो संगठन के प्रतिपादित लक्ष्यों जो अगले 10 15 20 30 40 वर्षों के अंतराल में प्राप्त करने में सहयोग करता है ऐसे बात करते हैं रणनीतिक प्रबंधन क्यों हम क्यों रणनीतिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं या क्यों हमें मानव संसाधनों के रणनीतिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है इसका कारण उत्पादन के स्रोत या सेवाओं के विभेदन या दोनों द्वारा संगठन को प्रतिस्पर्धी लाभ लेने में मदद करना है इस कथन से हम क्या समझते हैं प्रतिस्पर्धी लाभ का अभिप्राय उद्योग में प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर बढ़त अब जब हम प्रतिद्वंद्वीयों के बारे में बात करते हैं हम अन्य व्यक्ति अन्य संगठनों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमारे समान उत्पाद पेश कर रहे हैं या एक समान उत्पादों एवं सेवाओं के समुच्चय पेश कर रहे हैं हम जो बेच रहे हैं वो भी वही या उसी प्रकार की वस्तु बेच रहे हैं जब हम प्रतिस्पर्धी लाभ के बारे में बात करते हैं हम उनसे आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे होते हैं हम बात कर रहे होते हैं हमारे पास कुछ ऐसे प्रस्ताव जो उनके पास नहीं है यह हमें उनके पेशकश पर बढ़त प्रदान करता है हमारे पास क्या है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है इसी वजह से हमारे खरीददार हमारे ग्राहक हमें उनसे अधिक पसंद करते हैं मेरे पास क्या है हमारे पास इतना अनूठा क्या है उत्पादों एवं सेवाओं की श्रेणी में जो मैं दे रही हूँ यह मुझे दूसरों पर बढ़त लेने में मदद करता है हम अपने ग्राहकों को क्या अतिरिक्त लाभ दे कर सकते हैं प्रतिस्पर्धी लाभ से मेरा यही मतलब है और यह सिर्फ वस्तु नहीं है प्रतिस्पर्धी रणनीतियां प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने के क्रम में हमारे पास कुछ रणनीतियां होती है कुछ चीजें जो हम अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे बढ़ने के क्रम में करते हैं एक चीज जो हम कर सकते हैं वह रणनीतिक पहल लेते रहना रणनीतिक पहल कुछ नहीं है बल्कि यह रणनीतिक व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है रणनीतिक पहल कुछ अतिरिक्त कार्य हैं जो खेल को बदल देता है कुछ ऐसा करना जो दूसरों को प्रेरित करता है वह करने के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं इसीलिए मैं दूसरों से कुछ अलग करती हूँ जो मेरे ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक है जिसका अनुसरण करने के लिए दूसरे भी प्रेरित होते हैं उदाहरण के लिए जब हम बड़े हो रहे थे तब बिक्री के बाद सेवा का संकल्पना का प्रचलन नहीं था ठीक है इसीलिए आप विक्रेता से कपड़े धोने का यंत्र खरीदते थे और अगर कपड़े धोने का यंत्र में कुछ ख़राबी आ जाती थी तब उसे ठीक कराने के लिए किसी अन्य के पास जाते थे कोई भी कहीं भी निर्णय कीजिए कि यदि मैं कपड़े धोने का यंत्र बेच रही हूँ मैं उस कपड़े धोने के यंत्र के बाद सेवाएं भी बेच सकती हूँ तो आप खरीदते हैं मैं किसी भी ब्रांड का नाम ले सकती हूँ लेकिन किसी को यह निर्णय लेना होगा एक दुकान वाशिंग मशीन बेचती है लेकिन दुकान में ऐसे लोग होंगे जो धुलाई के यंत्र के बिक्री के समय की खराबी या बिक्री के समय उपयोग के बाद की समस्याओं की मरम्मत में प्रशिक्षित होते हैं इसीलिए वे प्रमाणित या आधिकारिक सेवा प्रतिनिधि के साथ आना शुरू करे किसी ने निर्णय लिया कि इसे उनके ग्राहक को साथ की रणनीति उपयोग कर सकते हैं अब जब हम बड़े हो रहे थे धुलाई का यंत्र यह एक विलासिता की वस्तु थी आप जानते हैं आप एक धुलाई का यंत्र खरीदते थे आप उसका बड़े अच्छे से ख्याल रखते थे और आपको अगले 10 15 20 वर्षों तक दूसरा खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी लेकिन क्या होता था एक समय के लिए धुलाई का यंत्र का उपयोग करने के बाद हम ऐसी स्थिति में होते थे कि हम अपने पड़ोसियों अपने मित्रों तथा अपने परिवार के सदस्यों को बता सकते थे कि इस ब्रांड ने मेरे लिए अच्छा काम किया है तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं और इसे खरीदते हैं तो उस समय मुख शब्द का सिद्धांत कार्य करता था इसीलिए जब हम रणनीतिक पहल के बारे में बात करते हैं व्यवहार स्वरूप जो हम करते हैं और दूसरे नहीं करते उसके बारे में बात कर रहे हैं एक कंपनी निर्णय करती है कि हम सेवा प्रदान करने जा रहे हैं अगर आप यह धुलाई का यंत्र खरीदेंगे तो एक या दो वर्षों तक हमारे संगठन से कोई व्यक्ति आएगा और बिना किसी खर्च के इसकी मरम्मत कर देगा और केवल आपको अतिरिक्त भागों के लिए चार्ज करना होगा जिसकी आवश्यकता हो सकती है तो यह एक रणनीतिक पहल है ठीक है और तब बचे हुए लोग इसका अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और वे कहते हैं ठीक है ब्रांड A यह कर रहा है मैं यह क्यों नहीं कर सकता तब ब्रांड B भी इसका अनुगमन में शामिल हो जाती है और तब ब्रांड C अनुगमन करती है और धीरे धीरे यह उद्योग का नियम बन जाता है नवीनता अन्वेषण की रणनीति हम ऐसे उत्पादों या सेवाओं का विकास करते हैं जो प्रतिद्वंद्वियों से भिन्न है ठीक है तो जब हम बड़े हो रहे थे चलिए हम धुलाई का यंत्र का ही उदाहरण लेते हैं हमारे पास धुलाई का यंत्र था और कपड़े यंत्र के अंदर घूमा करते थे और तब हम कपड़ों को बाहर निकाल लेते थे और तब उन्हें बाहर सूखने के लिए लटकाटांग देते थे और तब वहां सुखाने का यंत्र की संकल्पना आयी इसीलिए अब आपके पास धुलाई और सुखाने का यंत्र है दो अलग अलग नाद और आपको उन्हें रखने के लिए अलग अलग स्थान ढूंढना होता और तब कोई कहता है हमारे पास शायद अर्ध स्वयं संचालितधुलाई का यंत्र है ठीक है तो आप कपड़ों को एक जगह धो सकते हैं और दूसरी जगह दूसरे कूपे मैं डाल कर सुखा सकते हैं तो आप उन्हें एक जगह से निकाल कर दूसरे कूपे में सूखने के लिए डाल देते हैं और दोनों नादे जुड़ी हुई हैं तो बजाय इसके की दो अलग अलग नादेंअलग स्थानों पर घूमती हुई नादें दो अलग यंत्र जिन्हें दो अलग प्लग की आवश्यकता है कोई अन्वेषक दोनों हाथों को एक ही ढांचे में रखने का निर्णय करता है और एक ही प्लग एक बिजली का स्रोत से उन्हें एक साथ चलाने की आशा करता है ठीक है यह एक नई खोज है दो चीजों की आवश्यकता है कोई भी जो धुलाई के यंत्र का उपयोग करता है वह सुखाने के यंत्र का भी प्रयोग कर सकता है क्योंकि यह दोनों चीजें एक साथ चलती है उसी प्रकार से सम्मिश्रक है ठीक है मेरा मतलब है बहुत सारी चीजें हैं आप जानते हैं हमारे पास गैस भट्टी यह गैस चूल्हा हैं और तब कोई कहता है ठीक है एक कुकिंग रेंज मददगार हो सकता है क्योंकि दोनों को चलने के लिए गैस की आवश्यकता है इसीलिए आप एक बड़े बक्से का निर्माण करते हैं और तब आपके पास एक भट्टी होता है जिसमें गैस या बिजली या किसी और चीज का कुछ स्रोत दिया जाता है तो आप नई चीज बनाते हैं आप नई चीजें जोड़ते हैं आप जानते हैं जो एक साथ चलते हैं तो इसे अन्वेषणनवीनता की रणनीति कहते हैं वृद्धि की रणनीति उत्पाद या सेवा के गुणवत्ता की वृद्धि अपने प्रतिद्वंदी से बढ़त लेने के क्रम में आप कहते हैं ठीक है हम समान उत्पाद दे रहे हैं शायद हम आप जानते हैं जिस चीज का हम मरम्मत करते हैं वह लंबी अवधि तक चलता है तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि एक बार हमारा मरम्मत करने वाला व्यक्ति आपके घर आता है तो अगले एक साल तक आपको मरम्मत की आवश्यकता है नहीं होगी हम इतना अच्छे प्रकार से काम करते हैं जो काम हम कर रहे हैं जिस किसी वस्तु की मरम्मत हम करते हैं वह अगले एक साल तक खराब नहीं होगा हम इसकी गारंटी देते हैं तो यह है वृद्धि की रणनीति आप चाहे अपने उत्पाद को बेहतर बनाएं या जैसा मैं किसी अन्य दिन कुछ धुलाई के यंत्र देख रही थी और तब मैंने एक विज्ञापन देखा मैं ब्रांड भूल गई हूँ अगर मुझे याद भी होता मैं यहां आपके साथ विवरण साझा नहीं कर सकती हूँ लेकिन वहां कुछ धुलाई के यंत्र के बारे में जो विश्वास ही योग्य नहीं था उन्होंने कहा था कि धुलाई के यंत्र का शरीर की गुणवत्ता ऐसी है कि इसमें जंग नहीं लगेगा आप जानते हैं यह पानी में रहेगा लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा यह धातु का बना हुआ है लेकिन इसके ऊपर सुरक्षा परत चढ़ी हुई है इसीलिए इसे कुछ नहीं होगा तो यह ऐसा ही है की हमने उत्पाद को सिर्फ बेहतर बनाया है इसीलिए यह बढ़त लेने का तरीका है अपने प्रतिद्वंदी से बढ़त लेने का तीसरी रणनीति है कीमत में कमी कटौती आप एक समान वस्तु दे रहे हो लेकिन कम कीमत पर तो आप समान गुणवत्ता की कोई वस्तु का निर्माण करते हैं लेकिन आप कीमत कटौती करते हैं शायद आप तामझाम में कटौती करते हैं जैसे ही आप कीमत कम होती है लोगों को इसे खरीदने की इच्छा होती है विशेषकर तब जब इसकी गुणवत्ता एक समान है मानव संसाधन प्रबंधन के रणनीतिक सिद्धांत पहला सिद्धांत जिसकी हम चर्चा करेंगे वह संगठन के संसाधनों पर आधारित दृष्टिकोण है जब हम रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात करते हैं हम विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं पहला पहला सिद्धांत है कि हम संगठन के संसाधनों पर आधारित दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे इस सिद्धांत के अनुसार संगठन को प्रतिस्पर्धी लाभ सिर्फ वैसी परिस्थितियों में हो सकता है जब संसाधनों में विविधता तथा स्थिरता होगी जब हम संगठन के संसाधनों की वीरता के बारे में बात करते हैं हम संसाधनों के विस्तृत संग्रह के बारे में बात कर रहे होते हम संसाधनों के विस्तृत प्रकार के बारे में बात कर रहे होते हैं जिससे हम सोच विचार के चुन सकते हैं यदि हमारे पास व्यापक विविधता वाले संसाधन हो तो हम उससे सोच समझकर चुन सकते हैं और प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर बढ़त बनाने में सक्षम हो सकते हैं और संगठन के संसाधनों की स्थिरता विशेष कर प्रतिद्वंदी संगठन द्वारा इन विशिष्ट संसाधनों को दूसरे संगठन से प्राप्त करने की असक्षमता की चर्चा करती है इसीलिए हम अपने ग्राहकों को अपने बड़े संसाधनों के संग्रह के आधार पर वस्तुओं की बड़ी आधार प्रस्तुत करते हैं उदाहरण के लिए वस्त्रपरिधान निर्माण करने वाली कंपनियों में आपके पास आप जानते हैं एक एक समान आकृति वाले वस्त्र परिधान होते हैं मेरा मतलब है आपके पास मानक आकृति वाले वस्त्र परिधान हैं अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और आप सामान रंग वाले कुर्ता एक के बाद एक लटके हुए देखेंगे और तब आप एक दुकान जाते हैं और उनके पास हाथ से कढ़ाई किया हुआ कुर्ता हैं और एक विशेष प्रकार की कढ़ाई है ठीक है आपको कहीं और नहीं मिल सकता है तो वह बहुत अनूठा है और उस कढ़ाई को दोहराया नहीं जा सकता है ठीक है या आप एक गाड़ी खरीदते हैं और वहां हाथ से रंगा हुआ हो वहां कार के ऊपर हाथ से बने हुए कलाकृति हो आपके पास कुछ कोई आपकी दुकान में बैठा हो जो इन कलाकृतियों को बनाता हो या जो गाड़ी के ऊपर कलाकृति बनाता हो जिसे दोहराया नहीं जा सके तो इस प्रकार की चीजें वहां हो या आपके पास कोई हो जो ग्राहकों के प्रश्नों का व्यक्तिगत रूप से उत्तर दें संसाधनों की विविधता और संसाधनों की स्थिरता मूल्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि दुर्लभता तथा त्रुटिपूर्ण अनुकरणीयता दिया हुआ है तो कुछ ऐसा जिसका संपूर्ण रूप से नकल नहीं किया जा सकता हो और अनिरंतरता कुछ जिसका पूर्ण रूप से दूसरी किसी चीज से स्थानापन्न नहीं हो संगठन की संसाधन है प्रतिस्पर्धी लाभ के अनवरत दीर्घकालीन स्रोत हो सकते हैं जब हम संसाधन आधारित सिद्धांत की बात करते हैं हम कहते हैं हमारे संसाधन हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है जितना अधिक हमारे संसाधन नहीं बदले जाएंगे उतनी ही कम संभावना होगी कि लोग हमें पकड़ पाएंगे इसीलिए संसाधनों के संग्रह की विविधता तथा संसाधनों की अस्थानापन्नता तथा बहुत मूल्यवान संसाधन हमें प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल करने में मदद करेंगे और जितना अधिक हम विकसित करेंगे आप जानते हैं हम इन संसाधनों को रणनीतिक रूप से मानव संसाधन विभाग के क्रियाकलापों का कंपनी के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखण करने के क्रम में विकास करते हैं दूसरा सिद्धांत व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य एक है तो पहले सिद्धांत में हम पदार्थों संसाधनों जो हमारे पास है उसके बारे में बात कर रहे थे इस सिद्धांत में हम कर्मचारियों के व्यवहार का कठोर रणनीति तथा संगठन के प्रदर्शन के बीच मध्यस्थ के रूप में बात करेंगे यह समझता है कि रोजगार अभियान का उद्देश्य कर्मचारी के मनोभाव एवं व्यवहार को प्राप्त तथा नियंत्रण करना है विशिष्ट मनोभाव एवं व्यवहार जो संगठनों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होते हैं उनमें अंतर होता है संगठनों के विभिन्न विशेषताओं पर निर्भर करता है जिनमें रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में संगठन की रणनीति शामिल है संगठन की रणनीति के आवश्यकता के अनुसार भूमिकाओं के व्यवहार में इन अंतरों की आवश्यकता विभिन्न मानव संसाधन प्रबंधन के अभ्यास इन व्यवहारों को प्राप्त तथा सुदृढ़ करने के लिए है तो हम कर्मचारियों की व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कौशल की विविधता एवं व्यवहार और समस्याओं से निपटने के विविधता के बारे में जो संगठन के कर्मचारी के रूप में हम सामने लाते हैं रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधनएक कार्य है हम कितने अच्छे से विश्वास करते हैं और कितने अच्छे से व्यवहारों का उपयोग करते हैं कितने अच्छे से प्राप्त करते हैं हम कितने अच्छे से व्यवहारों से परिणाम निकलते हैं जो संगठन के लिए लाभकारी है और इतने अच्छे से हम इन व्यवहारों का उपयोग संगठन की उत्पादकता की ओर करते हैं हमारा उद्देश्य सभी को एक समान व्यवहार करने के लिए तैयार करना नहीं है हमारा उद्देश्य नहीं है आप जानते हैं हमारे कर्मचारी व्यवहार किस तरह व्यवहार करें उसका मानकीकरण हो हम भरोसा कर रहे हैं या हम अधिकतम उपयोगी बना रहे हैं उन विभिन्न व्यवहारों का विभिन्न मनोभावों का विभिन्न परिस्थितियों को विभिन्न तरीकों से निपटने का जो हमारे कर्मचारी सामने लाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यह हमें हमारे रणनीतिक लक्ष्य संगठन की रणनीतिक लक्ष्य के साथ संरेखण में मदद करते है व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य अब यह स्कूलर और जैक्सन का प्रारूप है जो मानव संसाधन प्रबंधन के अभ्यास को जोड़ता है माफ कीजिएगा संगठन के प्रदर्शन के साथ आपके पास व्यापार की विशेषताएं भूमिका की सूचना है तो भूमिका जिसे कर्मचारियों को निभाने की आवश्यकता हैउसे संबंधित सूचना है और आप इसका जाल तैयार करते हैं या इसे व्यापार की विशेषताओं के साथ जोड़ते हैं और कर्मचारियों को इसके बारे में बताते हैं कि भूमिका का व्यवहार किसका मानव संसाधन अभ्यास में भरण करते हैं तब अधिक भूमिका संबंधी सूचना अंदर आती है और वास्तविक भूमिका व्यवहार उत्पाद होता है और ये भूमिका व्यवहार तब संगठन को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं कुछ प्रतिस्पर्धी रणनीतियों के लिए कुछ कर्मचारी भूमि का व्यवहार हैपूर्वानुमान बना रचनात्मकता तथा अन्वेषण नवीनता हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके बारे में बड़ी आसानी से पूर्वानुमान लगाया जा सके जो पूर्वानुमानित आगत का उपयोग करते हैं और हमें की आवश्यकता है रचनात्मक और अन्वेषक है इसीलिए यहां विस्तार विवेचना चर्चा की गई है कुछ लोग आप जानते हैं कैसे अपने कार्य को नियोजित करते हैं सहयोग और अन्योन्याश्रयता बनाम स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता कुछ लोगों की आवश्यकता अधिक सहयोग अधिक दल केंद्रित होता है कुछ लोग अधिक स्वायत्त होते हैं वे अपने विचारों एवं कार्यो में अधिक स्वतंत्र होते हैं गुणवत्ता एवं मात्रा के प्रति सजगता एक एक अन्य व्यवहार है जो मानव संसाधन रणनीतियों को संगठन की रणनीतियों से संरेखित करने में मदद करता है जोखिम लेने की क्षमता और अनुकूलन कुछ जोखिम लेने वाले होते हैं कुछ लोग बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं आप कितने लोगों को जानते हैं गठन में चलने वंचित महत्व देते हैं कुछ लोग मैं जिम्मेदारी से बचते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी लेते हैं कुछ लोगों को जिम्मेदारी से बचना पसंद है कुछ लोग अधिक से अधिक चीजों की जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं और वह कार्य करते हैं जिसकी जिम्मेदारी लेते हैं परिवर्तन के लिए लचीलापन वहां कुछ लोग होते हैं जो परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं वहां कुछ लोग होते हैं जो बहुत अधिक लचीला होते हैं हमें संगठन में दोनों प्रकार के लोगों की आवश्यकता है क्योंकि जो लोग परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं वह बहुत सावधान होते हैं और वे प्रक्रियाओं का उचित अनुसरण सुनिश्चित करते हैं और लो जो बहुत अधिक इच्छुक होते हैं या परिवर्तन के प्रति खुले होते हैं या परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला होते हैं संगठन को नई दिशा में बढ़ने के लिए मदद करते हैं इसीलिए दोनों प्रकार के कर्मचारीगण महत्वपूर्ण है स्थिरता बनाम अस्पष्टता एवं अनिश्चितता की सहनशीलता के लिए पसंद वह लोग होते हैं जिन्हें जानने की इच्छा होती है कि क्या हो रहा है और यह कब होगा उन्हें बहुत निश्चित बहुत स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता है और उन्हें हर चीज हो रहा है उसके लिए सुनिश्चित होने की इच्छा होती है और यह अच्छा है क्योंकि यह प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने में सहयोगी होता है वहां दूसरे प्रकार के लोग हैं जो अनिश्चितता के प्रति सहनशील एवं खुले हैं और यह लोग अच्छे हैं क्योंकि ये जोखिम उठाते हैंये अन्वेषक हैये नई दिशा का अन्वेषण करने के अधिक इच्छुक होंगे जिस ओर संगठन बढ सकता है कौशल उपयोग का विस्तार एक अन्य नौकरी से जुड़ाव तथा संलग्नता आप अपनी नौकरी में इतने संलग्न है कितनेजुड़े हैं और इस संपूर्ण व्यवहार की सूची का यह विस्तार का संकलन स्कूलर और जैक्सन द्वारा किया गया है जो मानव संसाधन के कार्यों द्वारा प्रतिस्पर्धी रणनीति के विकास के किए नवाबों की आवश्यकता है उसे समझने में मदद करता है या क्षमा करें आप जानते रणनीतिक लक्ष्य बनाकरअपने प्रतिद्वंद्वियों के बीच प्रतिस्पर्धी लाभ ले रहा है व्युत्पन्नप्रारूप व्यवस्थासाइबरनेटिक व्यवस्था एक अन्य सिद्धांत है इसीलिए हम महसूस करते हैं हम कहते हैं कि संघटने खुली व्यवस्था है और वहां उत्पाद औरवहां आगत सम्मिलित है वहां किसी प्रकार की प्रक्रिया सम्मिलित है और वहां किसी प्रकार का उत्पाद है इसीलिए इस आगत उत्पाद कुंडली मे आगत प्रक्रिया कुंडली समय समय पर आने वाले प्रतिपुष्टि के द्वारा पूर्ण होती है व्युत्पन्न प्रारूप साइबरनेटिक मॉडल को यहां दर्शाया गया है इसका वर्णन राइट एवं मैकमहान इस पत्र में बहुत अच्छे से किया है और जो आगत शामिल है वे है मानव संसाधन का ज्ञान कौशल और क्षमताएं प्रवाह क्षमता मानव संसाधन व्यवहार है जो उचित प्रक्रिया के अनुगमन में सहयोग करता है और इसका परिणाम उत्पादकता संतुष्टि व्यापार की मात्रा लाभ इत्यादि है अब परिणाम स्वरूप वे संगठन की रणनीति में शामिल हो जाते हैं और वहां निरंतर आगतनिरंतर प्रतिपुष्टि इन प्रत्येक चरणों में संगठन की रणनीति का मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से होते रहते हैं और यह चक्र को पूरा करता है इसीलिए आप जानते हैं यह मशीन की तरह अधिक है एक प्रकार की संरचना है इसीलिए और पुन यदि हम चीजों को देखते हैं अगर हम उद्देश्य पूर्ण सूची बनाने में सक्षम है कि हम मेज पर क्या लाते हैं आगत प्रवाह क्षमता और परिणाम उत्पाद के संदर्भ में और संगठन जो कुछ भी कर रहा हैउसका हम उद्देश्य पूर्ण सूची बनाने में सक्षम है अब यह बहुत आसान हो जाता है या यह बन जाता हैयह वेतनमान पारितोषिक व्यवस्थाअभिलेखों का रखरखाव इत्यादि जैसी चीजों कि हमारी करना को आसान बना देता है इसीलिए यह एक अन्य प्रारूप है जो व्याख्या करता है कि कैसे रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन संगठन के रणनीतिक उद्देश्यों प्राप्त करने में सहयोग कर सकता है हम अधिक स्पष्ट हैंअधिक उद्देश्य पूर्ण हम अपने अभिलेखों का रखरखाव करते हैं और चीजों को व्यवस्थित तरीके से एक व्यवस्थाप्रणाली के रूप में करते हैंहम अधिक लाभ कमा सकते हैं या संगठन के साथ रणनीतिक उद्देश्यों संरेखित करने में स्पष्ट हो जाता हैसाथ में उन रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है इसीलिए निश्चित ही आगत जैसा मैंने आपको कहा ये लोगों की क्षमताएं हैं प्रवाह क्षमतासांगठनिक व्यवस्था में उन व्यक्तियों का व्यवहार है और उत्पाद में दोनों प्रदर्शन और भावनात्मक परिणाम दोनों शामिल है प्रभाव भावनाओं से संबंधित है संलग्नता संबंधित है प्रतिबद्धता से संबंधित है इत्यादि व्युत्पन्न प्रारूप में रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन की जिम्मेदारियां क्षमता प्रबंधन है क्षमता प्रबंधन वे विजय हैं जो संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि संगठन में व्यक्तियों के पास दिए हुए सांगठनिक रणनीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कौशल हो इसीलिए क्या अंदर जाने की आवश्यकता है इसमें हमारे पास विभिन्न रास्ते हैं जिससे हम क्षमताओं को प्रबंधित कर सकते हैं पहला है क्षमताओं का अधिग्रहण क्षमताओं को हम संलग्न करते हैं या हम अधिग्रहित करते हैं यह क्रियाकलापों को संदर्भित करता है जैसे प्रशिक्षण और चयन जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संगठन में व्यक्तियों के पास आवश्यक क्षमताएं हैं क्षमता का उपयोग गतिविधियों के साथ निपटती है जो छुपे हुए कौशल के उपयोग की इच्छा रखती है या वैसे कौशल पिछले रणनीति में अनावश्यक माना गया है इसीलिए क्षमताओं को प्राप्त करना कौशल प्राप्त करना और फिर उन कौशल का उपयोग करना क्षमता को बनाए रखना संगठन में उन कौशल और क्षमताओं को बनाए रखने से संबंधित है और क्षमता विस्थापन मे वे गतिविधियां शामिल है जो उन क्षमताओं को नष्ट करने का उद्देश्य रखती हैं जो सांगठनिक रणनीति के लिए अब आवश्यक नहीं है उन कौशल को बनाए रखना और फिर आप जानते हैं समझ रहे हैं व्यवस्था से किसे बाहर जाने की आवश्यकता है और क्षमताओं को बदलना या संशोधित करना या नष्ट करना रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन की अन्य जिम्मेदारी है व्यवहार प्रबंधन जो संबंधित है सुनिश्चित करते रहने से कि एक बार आवश्यक कौशल के साथ व्यक्ति संगठन में हो तो वह इस तरह से कार्य करें जो सांगठनिक रणनीति का सहयोग करें इसीलिए व्यवहार का नियंत्रण करना व्यवहार की निगरानी करना हैप्रदर्शन का मूल्यांकन वेतन व्यवस्था तथा व्यवहारिक समन्वय स्थापित करना इत्यादि व्यवहारिक समन्वय मूल्यांकन और सांगठनिक विकास की गतिविधियों से संबंधित है जो सांगठनिक रणनीति की सहायता के लिए लोगों के व्यवहार के बीच समन्वय की इच्छा रखता है इसीलिए एक नियंत्रण करता है और दूसरा समन्वय स्थापित करता है विभिन्न कर्मचारियों के विभिन्न व्यवहारों के बीच के पारस्परिक संबंधों को प्रबंधित करता है अब चौथा सिद्धांत है एक संस्था या लेनदेन लागत सिद्धांत है लेन देन की लागत वह लागत है जो दोनों पक्षों के बीच मोलभाव निगरानी मूल्यांकन तथा आदान प्रदान को बात करने से संबंधित है और इन्हें आदान प्रदान को अधिक प्रभावशाली बनाने के क्रम में किया जाता है एजेंसी लागत वो लागत है जो दोनों पक्षों के बीच के अनुबंधों को प्रभावशाली बनाने के साथ संबंधित है और मैं बस अंतिम परिच्छेद पढ़ूंगी मुझे लगता है कि इसे समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेनदेन लागत के दृष्टिकोण का केंद्रीय आधार यह है कि कर्मचारियों के पास जबरदस्त प्रोत्साहन होता है उनके प्रदर्शन को कम अथवा कटौती करने का और मुफ्त की सवारी जो समूह के दूसरे सदस्यों पर निर्भर करती है और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं हैजब तक कर्मचारियों को परिस्थितियां अनुमति नहीं दे उनके विशिष्ट योगदान का प्रदर्शन करने के लिए और उन योगदानओं से उन्हें लाभ मिले तो हम में छोड़ देने की या अपने प्रदर्शन को कम कर देने की और समूह के अन्य लोगों के प्रयासों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति होती है और जब तक हमारे पास एक विशिष्ट प्रोत्साहन हमारे प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए हो और तब हम क्या कर सकते हैं प्रदर्शित करते हैं जब तक हम यह देखने में सक्षम नहीं होते हैं कि हमारे योगदान कितने प्रभावशाली हैं तब तक हम कुछ नहीं करना चाहते हैं संगठन की प्रतिस्पर्धी रणनीति विभिन्न चीजों पर निर्भर करती है आर्थिक स्थिति उद्योग के संरक्षण विलक्षण क्षमता प्रतिस्पर्धी लाभ उत्पाद एवं बाजार का विस्तार इसीलिए विभिन्न चीजें जो संगठन की प्रतिस्पर्धी रणनीति निर्धारित करते हैं हम मानव संसाधन प्रबंधन के गैर राजनीतिक प्रारूपों की चर्चा नहीं करेंगे लेकिन मैं बस इतना बताओगे कि मानव संसाधन रणनीति किस पर निर्भर करती है मानव संसाधन रणनीति मुख्यतः श्रम बाजार कौशल तथा मूल्य जो लोग सामने पर लाते हैं संगठन जिस आर्थिक स्थिति तथा संस्कृति में कार्य करता है पर निर्भर करता है और ये कुछ प्रारूप है कुछ चीजें हैं जो व्याख्या करती हैं कि रणनीतिक मानव संसाधन को कैसा होने की आवश्यकता है या मानव संसाधन के कार्यों में रणनीति का उपयोग कैसे मानव संसाधन के कार्यों को संगठन के शेष कार्यों के साथ संरेखित करने के लिए किया जा सकता है अगली कक्षा में हम गैर रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन के प्रारूपों तथा रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों की चर्चा करेंगे और मैं आपसे अगले व्याख्यान में बात करने के लिए उत्सुक हूँ